स्वागत है आपका इस साइटोक्रोम P450 की चर्चा में पिछली कक्षा में आपने अभिक्रियाओं की क्रियाविधि देखी थी यह सभी क्रियाविधि बहुत रोचक थी आपने देखा था किस तरह आयरन हायड्रोपरऑक्सो बनता है और इसके बाद ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड का इस कार्यविधि में क्लीवेज होने पर हाइ वैलेंट आयरन ऑक्सो स्पीशीज़ बनता है अब आप चकित होंगे की हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 में क्या अंतर है यह जो अभिक्रिया हो रही है और इसमें आयरन सुपरऑक्सो स्पीशीज़ बनते है ऐसे कोई भी स्टेप्स हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में नहीं होते है यहाँ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 में और क्या अंतर होता है हाँ आप सही समझे यह इनके ऐक्सियल लिगैण्ड या निकटवर्ती लिगैण्ड में हैं साइटोक्रोम P450 पर स्थित ऐक्सियल लिगैण्ड सिसटीन होता है जबकि हीमोग्लोबिन में यह हिस्टडीन होता है इसके अतिरिक्त इन दोनों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की कार्यविधि और प्रोटोन स्थानांतरण की कार्यविधि में भी बहुत अंतर होता है लेकिन इन दोनों में ऐक्सियल लिगैण्ड का फर्क इनमें बहुत अंतर बना देता है जैसे अगर ऐक्सियल लिगैण्ड हिस्टड़ीन है तो ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड क्लीवेज इतना आसान नहीं होता आइए हम देखें सिस्टीन लिगैण्ड की ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड क्लीवेज में क्या भूमिका होती है इस स्लाइड पर यह देखा जा सकता है कि सिस्टीन का आयरन III केंद्र पर लिगेशन कई प्रकार से मदद कर सकता है इस में से इनकी अहम भूमिका यह है की साइटोक्रोम C में बहुतादात संख्या में पार्श्व श्रंखला अभिक्रियाएं होती है लेकिन फिर भी यह प्रोटोन के वाहक द्वारा आयरन III परऑक्सो इंटरमीडीएट के प्रोटोनेशन में बहुत मदद करते हैं यहाँ चार्ज थ्रीयोनाइन 252 और एसपार्टटेट 251 के मध्य से रिले होता है तथा प्रोटोन के वाहक को सुझाव देता है कि प्रोटोन का वितरण परऑक्सो की ओर ऑक्सिजन ऑक्सिजन क्लीवेज के पहले करें क्योंकि यह परऑक्साइड बिना प्रोटोनेशन की क्रियाविधि के ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड क्लीवेज संभव नहीं होने देता इसलिए इस कार्यविधि में सर्वप्रथम परऑक्सो यूनिट को प्रोटोनेट किया जाता है यह प्रोटोनेशन की क्रिया एंज़ाइम में उपस्थित साइड चेन के माध्यम से होती है आपने देखा की प्रोटोनेशन के लिए बड़ा रिले तंत्र की कार्यविधि इसे संभव करता है इसलिए इस संपूर्ण कार्यविधि में साइटोक्रोम P450 की क्रियाविधि को संचालित होने में इन साइड चेन की भूमिका स्पष्ट होती है एक अन्य अहम कार्य यह है कि एंज़ाइम में उपस्थित सिस्टीन इन इलेक्ट्रॉनों को सल्फर आयरन के माध्यम से आगे धकेलता है जो इसमें स्थित आयरन ऑक्सिजन बॉन्ड से भी होकर गुज़रते है इसलिए यह ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड को आसानी से तोड़ने में मदद करता है लेकिन इसी स्थिति में अगर हिस्टडीन हो तो यह बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा क्योंकि हिस्टडीन इलेक्ट्रॉनों को धकेलने में उतना सक्षम नहीं होता जितना सिस्टीन इसके अतिरिक्त हिस्टडीन ऋणआवेशित लिगैण्ड नहीं है जबकि सिस्टीन ऋणआवेशित लिगैण्ड होता है और ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड को संपूर्ण रूप से मदद करता है तो इस प्रकार सिस्टीन थीयोलेट द्वारा मजबूत ऐक्ससियल डोनेशन के माध्यम से आयरन केंद्र तक यह बड़ा धक्का ही आसानी से ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड को क्लीवेज करता है और हाइ वैलेंट आयरन केंद्र को स्थिरता प्रदान करता है यहाँ संपूर्ण रूप से सिस्टीन द्वारा बड़ा धक्का ही ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड को तोड़ने या क्लीवेज में मदद करते है तथा आयरन केंद्र पर बनने वाला हाइ वैलेंट आयरन ऑक्सो इंटरमीडीएट को भी स्थिरता प्रदान करता है अगर आप सारांश में देखे तो सिस्टीन थीयोलेट की भूमिका एवं इसकी तुलना अगर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पर स्थित हिस्टडीन से करें तो कुछ निर्णायक तथ्य सामने आते है प्रकृति ने दोनों साइटोक्रोम P450 या हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में हीम केंद्र स्थापित किए है जो रिवर्सिबल ऑक्सिजन बाइंडिंग और ऑक्सिजन ऐक्टीवेशन का कार्य करते है अगर आप गौर से देखे तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पर यह रिवर्सिबल ऑक्सिजन बाइंडिंग इसलिए संभव होता है क्योंकि इसके निकट कोई भी सबस्ट्रेट नहीं होता इसलिए यह ऑक्सिजन के ट्रांसपोर्ट का कार्य निपूर्णता से करते है और किसी भी अन्य और्गैनिक सबस्ट्रेट के साथ कोई भी ऑक्सीजनेशन की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते यहाँ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन या साइटोक्रोम P450 के लिए समान स्पीशीज़ या इंटरमीडिएट होता है लेकिन इसके बावजूद यह हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में केवल ऑक्सिजन के ट्रांसपोर्ट या रिवर्ससिबल ऑक्सिजन बाइंडिंग करते है जबकि अन्य कोई भी ऑक्सीजनेशन की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते जबकि दूसरी ओर साइटोक्रोम P450 वैसा ही इंटरमीडिएट बनाता है बल्कि सबस्ट्रेट को भी अपने साथ जोड़ता है और इन विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ ऑक्सीजनेशन की अभिक्रिया भी करता है जैसा आपने देखा था यह बहुत अद्भुत है कि प्रकृति एक ही प्रकार का को फ़ैक्टर आयरन पोरफ़ायरिन का उपयोग करते हुआ दो अलग अलग कार्यों पर निर्णय लेती है एक स्थिति में यह ऑक्सिजन के ट्रांसपोर्टटेशन और दूसरी स्थिति में ऑक्सिजन को सक्रियण कर ऑक्सीजनेशन की रासायनिक अभिक्रिया करती हैं अगर आप दूसरे शब्दों में देखें कि यदि ऐक्सियल लिगैण्ड हिस्टडीन से सिस्टीन का बदलाव करते है तो संभवतः हीम के फलन में अनुकूलता बैठा सके इस परिवर्तन से ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड को तोड़ने या क्लिवेज करना तथा आयरन ऑक्सो स्पीशीज़ जो हाइ वैलेंट स्पीशीज़ होती है इन्हें भी स्थिरता प्रदान करना जैसा साइटोक्रोम P450 में होता है आपने देखा प्रोटीन की पार्श्व श्रंखला संपूर्ण कार्यविधि में मदद करती है और योग्य वातावरण उपलब्ध करती है जिसमें प्रोटोनेशन ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड को तोड़ने या क्लिवेज करना और इसके साथ साथ सबस्ट्रेट बाइन्डिंग सबस्ट्रेट अभिविन्यास और अन्य सभी प्रकार के सहयोग जो साइटोक्रोम P450 को कारगर एंज़ाइम बनाती है मैं यह आशा करता हूँ कि यह स्पष्ट हो गया है कि प्रकृति ने विभिन्न ऐक्सियल लिगैण्ड का चयन विभिन्न एंज़ाइम के लिए क्यों किया यहाँ साइटोक्रोम P450 और हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन के ऐक्सियल लिगैण्ड में फर्क होता है और आपने इसके कारण भी देखें किंतु इनमें बाकी सब समान होती है अब हम साइटोक्रोम P450 के प्रस्तावित उन अतिक्रियाशील इंटरमीडीएट को देखें जिनको हमने विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा नोटिस किया था क्या इन प्रस्तावित इंटरमीडिएट को संबल प्रदान करने के लिए कोई समर्थन प्राप्त है यह सभी इंटरमीडिएट अत्यंत मुश्किल से क्रिस्टलित होते है और मैं सोचता हूँ कि सबसे विश्वसनीय डाटा हमें स्पैक्ट्रोस्कोपिक तकनीक जैसे रेज़ोनैन्स रमन EXAFS या UV विज़िबल के साथ साथ न्यूनतम तापमान जो इनकी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विशेषता होती है इन पद्धथों को क्रिस्टलित करना और विभिन्न तकनीकों द्वारा इन इंटरमीडिएट को पकड़ने के प्रयास किए गए है यहाँ क्रायो क्रिस्टैलोग्राफ़ी तकनीक में तापमान को घटाते हुए सुपर कूल परिस्थिति में क्रिस्टेलोंग्राफ़ी तकनीक द्वारा डाटा तैयार किया जाता हैकिंतु इस तकनीक की अपनी सीमाएं होती है इससे भी अधिक आवश्यक है कि प्राप्त क्रिस्टल की संरचना और इसकी गुणवत्ता यदि अच्छी नहीं है तो इससे उपलब्ध निष्कर्ष हमारे अध्ययन में समस्या उत्पन्न करते है क्रायो क्रिस्टेलोंग्राफ़ी अध्ययन और ट्रैपिंग तकनीक से संबंधित अनेकों मामले विवाद एवं विरोध उत्पन्न कर चुके है जो साइटोक्रोम P450 इंटरमीडिएट के अध्ययन से संबंधित है किंतु इसके बावजूद भी यह अध्ययन इन कल्पित इंटरमीडिएट पर प्रकाश डालते है इन इंटरमीडिएट में से कुछ पर क्रिस्टैलोग्राफिकल विश्लेषण द्वारा अध्ययन कर कुछ निष्कर्ष निकले गए है किंतु यह स्वतंत्र रूप से भी विचार विमर्श का विषय नहीं है क्योंकि इसमें ढृढ़ता की कमी है इन अध्ययन द्वारा और स्लाइड में दिये साइटोक्रोम P450 इंटरमीडिएट के स्ट्रकचर से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है की इन क्रिस्टल पर आयरन ऑक्सिजन केंद्र या आयरन केंद्र का विशेष रूप से क्या कोई अस्तित्व भी है मैं सोचता हूँ यह प्रश्न योग्य है जबकि आपने देखा इसकी क्रिस्टल की संरचना में पोरफ़ायरिन आयरन केंद्र पर आयरन इसके समतल या प्लेन से बाहर उपस्थित होता है और ऑक्सिजन से बाइंडिंग और अपचयन कर सुपरऑक्सो बनाने के पश्चात समतल या प्लेन के अंदर आ जाता है या यह भी कह सकते है कि यह ऑक्सीकरण द्वारा आयरन III और उसके पश्चात ऑक्सिजन से बाइंडिंग के बाद समतल या प्लेन के अंदर आता है हमने क्रिस्टल की यही संरचना देखी थी और इसपर और्गैनिक सबस्ट्रेट कैम्फर एक्टिव साइट के ठीक सामने स्थित होता है इस स्लाइड में क्रिस्टल की संरचना में भी प्रस्तावित किया गया है कि आयरन IV ऑक्सो इंटरमीडिएट का क्रिस्टैलोग्राफिकल विश्लेषण द्वारा किया गया है जिसपर विचार विमर्श हो रहा है यहाँ विचार विमर्श इस बात पर है कि क्या यह आयरन IV ऑक्सो है या कि यह ऐक्वा अणु है लेकिन इस विषय में क्रिस्टल की संरचना से प्राप्त जानकारी यह स्पष्ट संकेत देते है कि यह हाइ वैलेंट आयरन ऑक्सो इंटरमीडिएट हैं यदि आप स्लाइड के चित्र को देखें तो यह पर्याप्त और स्पष्ट है कि इनकी बॉन्ड लैन्थ छोटी होती है जो साइटोक्रोम P450 यौगिकों के लिए पूर्व में भी सूचित किया गया है इसलिए यह संपूर्ण संकेत देता है की यह इंटरमीडिएट ही हैं इसी प्रकार स्लाइड में एक और इंटरमीडीएट है जो बताता है की आयरन केंद्र ऑक्सिजन से बउण्ड है इसलिए यह इंटरमीडीएट अत्यंत रोचक है और इन में से कुछ विचार विमर्श के विषय भी है इनका अध्ययन अत्यंत कठिन होता है और शायद इसलिए यह उच्च परितोषिक श्रेणी में आते है अभी भी यह स्पष्ट नहीं है की यह सब एंज़ाइम द्वारा कैसे किया जाता है इसलिए यहाँ संश्लिष्ट अध्ययन अत्यंत उपयोगी साबित होते है और आप इन यौगिकों के क्रिस्टल की संरचना को एंज़ाइम की क्रायो क्रिस्टैलोग्राफ़ी तकनीक से प्राप्त डाटा से कर सकते है जो बहुत उपयोगी साबित होंगे हम एक बार पुनः इसकी कार्यविधि को देखे जो हमने प्रस्ताव दिया था कि आयरन III अपचयित होकर पहले आयरन II बनाता है जो अभी भी पोरफ़ायरिन के समतल या प्लेन का पूर्ण हिस्सा नहीं है किन्तु ऑक्सिजन से बाइंडिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर के पश्चात आयरन III सुपरऑक्सो बनाता है इसके पश्चात यह पोरफ़ायरिन के अंदर या कैवीटी में प्रवेश करता है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर और प्रोटोनेशन द्वारा यह आयरन III हायड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है अब तक ऑक्सिजन बाइंडिंग वाले सुपरऑक्सो इंटरमीडीएट या परऑक्सो इंटरमीडीएट के ढ़ाचों का क्रिस्टैलोग्राफिकल विश्लेषण किया गया हैं जिससे पूर्णतः रोचक नतीजे सामने आए है लेकिन कल्पित कर यह सभी इंटरमीडीएट क्रिस्टलित किए जा चुके है यद्यपि क्रिस्टल की संरचना पूर्णतः निर्णायक स्त्रोत होता है लेकिन इस विषय पर विचार विमर्श होता है कि क्या यह ट्रैप्ड इंटरमीडीएट अपने नाम और गुणों के अनुसार सही चिन्हित किये गए है लेकिन इसकी कार्यविधि को अनेकों ग्रुप और तथ्यों द्वारा समर्थन प्राप्त है कि यह वही इंटरमीडीएट्स हैं जबकि क्रिस्टैलोग्राफिकल विश्लेषण से प्राप्त डाटा अभी भी विवादास्पद हैं हम पुनः पीछे जाकर आयरन ऑक्सिजन के रसायन को देखे यह आयरन हाइड्रोजन परऑक्सो के रसायन को देख आपको साइटोक्रोम P450 एंज़ाइम की रोचक अभिक्रियाएं याद आती है हम अगले भाग में परऑक्सीडेस और कैटालेस एंज़ाइम पर चर्चा करेंगे इन एंज़ाइम पर भी हीम आयरन केंद्र होता है इनकी कहानी भी रोचक है क्योंकि यह इंटरमीडिएट को परिवर्तित करने की क्षमता रखते है और इनकी अभिक्रिया के उदाहरण भी दिलचस्प है जैसे आपने साइटोक्रोम P450 के साथ शुरुवात की वैसे ही परऑक्सीडेस के साथ करेंगे हम आयरन III ऐक्वा कॉम्प्लेक्स से प्रारम्भ करते है जिसमें फैरिक इसकी रैस्टिंग स्टेट होती है जैसा आपको पता है कि इसका आयरन केंद्र समतल या प्लेन से बाहर होता है और जल का अणु दूरवर्ती स्थान पर होता है यहाँ आयरन III की रैस्टिंग स्टेट से और हायड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिती में यहाँ आयरन III हायड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ बनते है जिसे हम कम्पाउण्ड 0 भी कहते है जैसा हमने परऑक्साइड शन्ट क्रियाविधि में चर्चा की थी यह परऑक्सीडेस रसायन में 1 तुल्यांक हायड्रोजन परऑक्साइड एक जल के अणु को निष्कासित करता है और आयरन III हायड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है यह हायड्रो परऑक्साइड स्पीशीज़ प्रोटोनेशन द्वाराआयरन III हायड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ के टर्मिनल हाइड्रॉक्साइड ग्रुप को एक अन्य तुल्यांक जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं आयरन IV रैडिकल कैटआयन ऑक्सो इंटरमीडिएट बनाता है यह वही रसायन द्वारा हो रहा है जो आपने साइटोक्रोम P450 के विषय में देखा था लेकिन यह बिलकुल अलग एंज़ाइम है यहाँ अनुकूल ऑक्सिजन और अपचायक की गैर मौजूदगी में यह साइटोक्रोम P450 बिलकुल अलग श्रेणी की और दिलचस्प एंज़ाइम का कार्य करती है यह हायड्रोजन परऑक्साइड को इसके अनुरूप जल में परिवर्तित कर देती है अगर हायड्रोजन परऑक्साइड के स्थान पर अल्काइल परऑक्साइड है तो हायड्रोजन परमाणु के डोनर की उपस्थिति में यहाँ यह उसी के अनुकूल अल्काइल एल्कोहल और जल का अणु का निर्माण करेगी हम पुनः एक बार फैरिक की रैस्टिंग स्टेट से प्रारम्भ करते है जिसपर एक जल का अणु उपस्थित होता है यह आयरन III हायड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया कर आयरन III हायड्रोपरऑक्सो इंटरमीडिएट बनाता है और साथ साथ जल के अणु का निष्कासन भी करता है अब इसके पश्चात इस आयरन III हायड्रोपरऑक्सो पर उपस्थित इसका टर्मिनल हायड्रोक्सो ग्रुप प्रोटोनेशन द्वारा एक अन्य जल के अणु में बदल जाता है यहाँ प्राप्त प्रोटोन का स्त्रोत हायड्रोजन परऑक्साइड पर उपस्थित इसका टर्मिनल प्रोटोन या हायड्रोजन परमाणु होता है यह संपूर्ण रूप से आयरन IV ऑक्सो रैडिकल कैटआयन इंटरमीडिएट बनाता है और यह आयरन V ऑक्सो होता है जैसी हमने पहले चर्चा की थी यहाँ हम लिट्रेचर में उल्लेख इन इंटरमीडिएट को आयरन III हायड्रोपरऑक्सो या कम्पाउण्ड 0 और आयरन IV ऑक्सो या आयरन V ऑक्सो को कम्पाउण्ड 1 कहते है यह रैडिकल जैसे हमने चर्चा की या तो हीम केंद्र पर और या तो ट्रिप्टोफैन टायरोसिन पर उपस्थित होते है इन्हें एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन यानि कुल मिलकर एक हायड्रोजन के परमाणु की आवश्यकता होती है जो इन हाइ वैलेंट आयरन ऑक्सो को आयरन IV हायड्रॉक्सो इंटरमीडिएट में परिवर्तित कर देते हैं हमने यह पहले भी साइटोक्रोम P450 में देखा था कि यह यौगिक पोरफ़ायरिन पर बिना किसी रैडिकल कैटआयन के कम्पाउण्ड 2 कहलाते हैं इस प्रकार यह कम्पाउण्ड 0 कम्पाउण्ड 1 और कम्पाउण्ड 2 के अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटोन या संयुक्त रूप में एक तुल्यांक हायड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर फैरिक की रैस्टिंग स्टेट उत्पन्न करते है हमने पूर्ण रूप से यह चर्चा की किस तरह हायड्रोजन परऑक्साइड हमें अंत में 2 तुल्यांक जल देता है और अगर हमारे पास अल्काइल हायड्रो परऑक्साइड है तो अंत में हमें एक तुल्यांक एल्कोहल और एक तुल्यांक जल का अणु मिलता है जब ऑक्सिजन और अपचायक की उपलब्धता नहीं होती तब यह परऑक्सीडेस या साइटोक्रोम P450 की रसायन विधि दृश्य होती है तब इस परऑक्सीडेस एंज़ाइम का रसायन बड़े कारगर रूप से हायड्रोजन परऑक्सो को जल में परिवर्तित कर देता है यह अत्यंत उपयोगी भी होता है क्योंकि जब किसी स्थिति में परऑक्सीडेस की रासायनिक कार्यविधि उपस्थित नहीं होती तब हायड्रोजन परऑक्साइड अनेकों प्रकार के साइड रिएक्शन करने में सक्षम होता है अब हम कैटालेस के रसायन को देखे यह कार्टिलेज के उत्प्रेरकी चक्र को भी संचालित करता है हम एक बार फिर फैरिक रैस्टिंग स्टेट से प्रारम्भ करते है यहाँ आयरन III से जुड़ा एक जल का अणु होता है हम इसे एक बार फिर हायड्रोजन परऑक्साइड द्वारा उसी प्रकार परिवर्तित करेंगे जैसे आपने पहले देखा था जहाँ 3 हायड्रोपरऑक्सो इंटरमीडिएट के माध्यम से परिवर्तन के पश्चात हमें दो तुल्यांक जल प्राप्त हुआ था जिसकी चर्चा हमने पहले भी परऑक्सीडेस के विषय में की थी यह यहाँ भी हाइ वैलेंट आयरन ऑक्सो इंटरमीडीएट या रैडिकल कैटआयन के साथ आयरन IV ऑक्सो इंटरमीडिएट बनाते है यह रैडिकल कैटआयन आयरन IV ऑक्सो इंटरमीडिएट बिना उन दो हायड्रोजन परमाणुओं के बाद भी पुनः सीधे अपनी रैस्टिंग स्टेट में पहुंच सकता है अगर इनके पास पर्याप्त मात्र में हायड्रोजन परऑक्साइड उपलब्ध है जब पर्याप्त मात्र में हायड्रोजन परऑक्साइड उपलब्ध होता है तो यह अतिरिक्त तुल्यांक जल प्रदान कर सकता है और आयरन III हायड्रॉक्सो ऐक्वा स्पीशीज़ के अपभ्रस्ट या डीजैनैरेट करने के लिए ऑक्सिजन उपलब्ध करता है यह कैटालेस हायड्रोजन परऑक्साइड को अपघटन करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है यहाँ दूसरा H2O2 आयरन IV को 2 एलेक्ट्रोनों द्वारा अपचयित करता है इसलिए यह वास्तव में आयरन V होता है क्योंकि इसपर रैडिकल कैटआयन होता है यहाँ 2 एलेक्ट्रोनों द्वारा अपचयित होने पर ही हाइ वैलेंट आयरन इंटरमीडीएट बनाने के लिए दूसरा H2O2 ही जिम्मेदार होता है यह परऑक्सीडेस रसायन की विशेषता है की अगर हायड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त नहीं भी है तो भी यह आयरन IV हय्ड्रो ऑक्सो का निर्माण करेंगे हम इससे यह समझ सकते है की हायड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा ही यह निर्धारित करती है की यह पुनः रैस्टिंग स्टेट बनाएगा या यहाँ फिर क्रियाविधि अनुसार आयरन हायड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ का निर्माण होगा यह स्पष्ट है की अगर हायड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त है तो अभिक्रिया इन दोनों इंटरमीडीएट रैस्टिंग स्टेट और आयरन हायड्रो परऑक्सो के मध्य ही सीमित रहेगी किंतु अगर हायड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त नहीं है या कम है तो ऐसे स्थिति में भी यह इंटरमीडीएट अपनी कार्यविधि प्रारम्भ कर सकते है क्योंकि ऐसी अनेक स्थितियों में उत्प्रेरक की सक्रियता NADPH पर निर्भर होती है इसलिए इन्हें NADPH निर्भर उत्प्रेरक भी कहा जाता है क्योंकि इनका कार्य अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित साइट पर इलेक्ट्रॉन के अपचयन या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का सुचारु रूप से और बिना किसी समस्या के कार्य पूरा हुआ या नहीं चाहे फिर हायड्रोजन परऑक्साइड की सान्द्रता में कमी हो या फिर इसकी मात्रा में आपने देखा की परऑक्सीडेस और कैटालेस उत्प्रेरकी चक्र यह दोनों ही साइटोक्रोम P450 के रसायन का हिस्सा है विशेष रूप से परऑक्सीडेस के रसायन में भी कम्पाउण्ड 0 कम्पाउण्ड 1 और कम्पाउण्ड 2 इसी प्रकार बनते है जैसे आपने साइटोक्रोम P450 में देखा किंतु परऑक्सीडेस रसायन में 2 हायड्रोजन परमाणु की अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है यह स्रोत से इसे भेंट के रूप में उपलब्ध होते है और इन 2 हायड्रोजन परमाणुओं को यह 2 तुल्यांक जल में बदल देता है यह केवल हायड्रोजन परऑक्साइड ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के अल्काइल हायड्रो परऑक्साइड को भी इसी कार्यविधि द्वारा एल्कोहल और जल में बदल देता है आपने देखा की कम्पाउण्ड 0 कम्पाउण्ड 1 और कम्पाउण्ड 2 परऑक्सीडेस के चक्र का हिस्सा होते है ठीक उसी प्रकार जैसा आपने साइटोक्रोम P450 में देखा था यहाँ हायड्रोजन परऑक्साइड या अल्काइल हायड्रो परऑक्साइड में से किस स्रोत का चयन हो वह इसपर निर्भर करता है कि किस प्रकार के रसायन की कार्यविधि संचालित होनी है या किस प्रकार के उत्पाद बन रहे है यहाँ उत्प्रेरकी रसायन में केवल हायड्रोजन परऑक्साइड को ही शामिल किया जाता है और अल्काइल हायड्रो परऑक्सो को कभी भी शामिल नहीं किया जाता यह 2 तुल्यांक हायड्रोजन परऑक्साइड स्पष्ट रूप से ऑक्सिजन और 2 तुल्यांक जल के अणु में परिवर्तित होता है यह बहुत दिलचस्प है की यदि हायड्रोजन परऑक्साइड पर्याप्त मात्र में शामिल है या उपलब्ध है तो यह उत्प्रेरक चक्र में बड़ी रोचकता से अपघटन के पश्चात जल और ऑक्सिजन बड़ी कुशलता से बनाता है यहाँ परऑक्सीडेस उत्प्रेरक चक्र में यह हमेशा संभावनाएं होती है कि हायड्रोजन परऑक्साइड की गैर मौजूदगी में भी हाइ वैलेंट आयरन हायड्रोऑक्सो इंटरमीडीएट बने लेकिन कैटालेस उत्प्रेरक चक्र में आयरन 4 हायड्रोऑक्सो इंटरमीडीएट आगे की अभिक्रिया के लिए अवरोधक बनता है और पुनः रैस्टिंग स्टेट नहीं बनाता अगर इस स्थिति में कैटालेस उत्प्रेरक चक्र में NADPH निर्भर उत्प्रेरक मौजूद हो तो यह आयरन 4 हायड्रोऑक्सो ईंटरमीडीएट से पुनः रैस्टिंग स्टेट की अभिक्रिया सुनिश्चित करता है अगर हम सारांश में देखे तो यह कैटालेस एंज़ाइम अनुसरण करने के लिए सबसे आसान होती है यह मात्र दो इंटरमीडीएट के बीच शटल होती रहती है यहाँ आयरन III ऐक्वा अणु आयरन III हायड्रो परऑक्सो के माध्यम से हाइ वैलेंट आयरन ऑक्सो रैडिकल कैटआयन बनाते है जिसमें 2 इंटरमीडीऐट होते है रैस्टिंग स्टेट और सक्रिय साइट और एक दूसरे के बीच बहुत तीव्रता से शटल करते है लेकिनइस क्रियाविधि के लिए इनके पास मदद के लिए पर्याप्त मात्रा में हायड्रोजन परऑक्साइड और NADPH होना अनिवार्य है आप देख सकते है परऑक्सीडेस रसायन में यह शटलिंग रैस्टिंग स्टेट से प्रारम्भ होती है इसके बाद आयरन III सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है यह इंटरमीडीऐट इसके पश्चात उत्प्रेरक चक्र को परऑक्साइड शन्ट द्वारा सीधा कम्पाउण्ड 0 फिर कम्पाउण्ड 1 और फिर कम्पाउण्ड 2 और इसके पश्चात अंत में आइरन III एक्वा या रैस्टिंग स्टेट बनाता है जबकि साइटोक्रोम P450 रसायन में शटलिंग संपूर्ण चक्र के सभी स्टेप्स पूरे करते हुए यानि यह पूर्ण चक्कर लगाकर सम्पन्न होती है यह शटलिंग बहुत रोचक होता है क्योंकि यह परऑक्सीडेस में अर्ध चक्र होता है जबकि साइटोक्रोम P450 क्रियाविधि में यह पूर्ण चक्र होता है जिसमें परऑक्सीडेस के अर्ध चक्र का भी समावेश होता है लेकिन कैटालेस एंज़ाइम के क्रियाविधि में यह शटलिंग केवल 3 इंटरमीडीएट के मध्य होती है आयरन III रैस्टिंग स्टेट कम्पाउण्ड 0 जो क्षण भर के लिए रैस्टिंग स्टेट और कम्पाउण्ड 1 के बीच अस्तित्व में रहता है और कम्पाउण्ड 1 और अंत में पुनः रैस्टिंग स्टेट बनकर चक्र पूरा होता है आपने देखा इस स्लाइड में सबसे बड़ा चक्र जो सरल और स्पष्ट है वह साइटोक्रोम P450 की क्रियाविधि को दर्शाता है इसमें परऑक्सीडेस की क्रियाविधि में रैस्टिंग स्टेट से प्रारम्भ होकर परऑक्साइड शन्ट द्वारा कम्पाउण्ड 0 से होता हुआ कम्पाउण्ड 1 और फिर कम्पाउण्ड 2 और इसके पश्चात अंततः आयरन III एक्वा या रैस्टिंग स्टेट बनाता है यहाँ हायड्रोजन परऑक्साइड सम तुल्यांक जल में परिवर्तित हो जाता है इसी चित्र में कैटालेस एंज़ाइम के क्रियाविधि में केवल 3 ईंटरमीडीएट शामिल होते है इस कैटालेस में NADPH की उपलब्धता और हायड्रोजन परऑक्साइड की सान्द्रता इस एंज़ाइम की अभिक्रियाओं को सुनिश्चित करती है मैं अब इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा हमने यहाँ साइटोक्रोम P450 परऑक्सीडेस और कैटालेस एंज़ाइम पर चर्चा की मुझे लगता है यह स्पष्ट होता जा रहा है और यह सभी रोचक एंज़ाइम है जो अनेकों सुंदर रसायन का संग्रह है हम जल्दी मिलेंगे तब तक आप साइटोक्रोम P450 और अन्य एंज़ाइम का अध्ययन करते रहे